हम रेंज डाटा या लोकल ज्योमेट्रीके लोकल विशेषता की गणना पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक विशेष सवाल लेंगे तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं और मैं आशा करता हूं कि यह आपको गणना की और अच्छी समझ देगा तो आप यह एक्सर्साइज़ मान ले कि पैरामेट्रिक सरफेस को इस रूप में वर्णन किया गया है आप सवाल के स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक्स अलजेब्रा का उपयोग करके कुछ नोटेशंस का उपयोग किया है तो u और v के सारे पॉर्शल फंक्शन का स्वतंत्र वर्णन किया गया है और संबंधित कोऑर्डिनेट के x y पैरामेट्रिक फंक्शन का भी u और v फंक्शन के रूप में अलग किए जा सकते हैं तो इस तरह यह दिया जाता है और हमें पैरामीटर मान के 05 05 पर सरफेस नॉर्मल गॉशियन और मीन कर्वेचर की गणना करनी है तो हमें इस सरफेस पॉइंट और इन मान की गणना करनी है तो इस पैरामीटर मान पर इन फंक्शन का उपयोग कर हम कॉर्डिनेट की गणना कर सकते हैं तो आप u के स्थान पर 05 और v के स्थान पर 05 लिखें फिर इस फंक्शन के जरिए आपको x का कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं तो हम मैट्रिक्स नोटेशन का उपयोग करेंगे डेरिवेटिव फ़र्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए क्योंकि मैट्रिक्स एक लीनियर ऑपरेशन है तो हम u और v के फंक्शन का कॉलम वेक्टर के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं जिस इस तरह F दिया जाता है तो यह एक कॉलम वेक्टर है जो F के बराबर है तो यह F है इसी तरह G है इस नोटेशन का यह फायदा है कि इन सारे फंक्शन के फ़र्स्ट डेरिवेटिव की गणना आसानी से कर सकता हूं मैं इन्हें मैट्रिक्स के रूप में भी चित्रित कर सकता हूं तो मुझे मैट्रिक्स के संबंधित एलिमेंट का डेरिवेटिव लेना होगा जो इस मामले में u का फंक्शन है तो जैसे कि आप देख सकते हैं F' इस फंक्शन F का फ़र्स्ट डेरिवेटिव है इसी तरह आप फंक्शन G के सेकंड डेरिवेटिव की गणना करते हैं आप 05 का मान रखते हैं तो आपको F के फंक्शनल मान का फ़र्स्ट डेरिवेटिव का मान मिलता है इसी तरह v 05 के बराबर आपको सेकंड डेरिवेटिव का मान भी मिलता है तो u बराबर v बराबर 05 पर फंक्शनल मान इस तरह दिया जाता है तो यह सारी चीजों की एक साथ गणना करने जैसा है जैसे कि f₁05 f₂05 और f₃05 यह संबंधित मान है तो यह 575 मान वास्तव में f₁05 है और आदि तो यह इस गणना की व्याख्या है और इसी तरह हम G05 प्राप्त कर सकते हैं हम u के संबंध में डेरिवेटिव F' भी प्राप्त कर सकते हैं और 05 पर मान भी प्राप्त कर सकते हैं यह मान हमें G के संबंध में डेरिवेटिव प्राप्त होता है जो दोनों 05 पर है तो यह वह वेक्टर है जो आपको u के संबंध में सरफेस पॉइंट पर X देता है तो यह फंक्शन v से स्वतंत्र है तो अब आप क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Xᵤ है यह वेक्टर है और आप G से पॉइंट वाइज मल्टिप्लाई करेंगे जिसे कॉलम वेक्टर के इस नोटेशन के रूप में दिया गया है इसी तरह आप Xᵥ की गणना कर सकते हैं तो इन दोनों से आप नॉर्मल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपको दो टेन्जन्ट u और v कर्व के साथ प्राप्त होता है तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसे नॉर्मलाइस करेंगे उसके बाद आपको सरफेस नॉर्मल प्राप्त होगा

तो इस पॉइंट पर सरफेस नॉर्मल को इस मान से दिया जाता है तो यह एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उस पॉइंट पर तो जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मीन कर्वेचर और गौशियन कर्वेचर की गणना करने के लिए आपको लिनियर मैप के एलिमेंट की गणना करनी होंगी और मैट्रिक्स के ट्रेस का आधा आपको मीन कर्वेचर देगा और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको गौशियन कर्वेचर्स प्रधान करेगा तो हम यहां इन विशेष एंटिटीज की गणना कर रहे हैं और हम यह पहले ही देख चुके हैं कि u और v के संबंध में सरफेस पॉइंट के लिए कैसे फ़र्स्ट डेरिवेटिव्स की गणना की जाती है इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव की गणना करेंगे तो यह एक लीनियर मैप है और लीनियर मैप से आप प्रिंसिपल कर्वेचर प्राप्त कर सकते हैं आइगेन वेल्यू लीनियर मैप से प्राप्त कर सकते हैं या जैसे कि मैंने उल्लेख किया आप गौशियन कर्वेचर और मीन कर्वेचर इस तरह प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए अब इसकी गणना करते हैं वह सेकंड फंडामेंटल फॉर्म से संबंधित है और यहां पर भी हम डेरिवेटिव्स के लिए उसी फॉर्म का उपयोग करेंगे सिर्फ u के कॉलम वेक्टर्स पर तो F" या F का सेकंड डेरिवेटिव आपको Xᵤᵤ प्रदान करेगा और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन G के साथ आपको Xᵤᵤ प्रदान करेगा इसी तरह आप सबसे पहले F" की गणना करेंगे G" मैं सेकंड डेरिवेटिव और यह संबंधित एलिमेंट के हिसाब से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है फिर जो मान आपको मिलता है उन मान का उपयोग कर आप को सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार प्राप्त होते हैं इसी तरह आप फ़र्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के एलिमेंट्स प्राप्त करते हैं यह उनका मान है और इनका उपयोग कर आप लीनियर मैप मैट्रिक्स की रचना करते हैं यह एक लीनियर मैप मैट्रिक्स है तो यदि आप ट्रेस लेते हैं और उसका आधा लेते हैं जिसका मतलब है आप उन्हें जोड़ते हैं और फिर उनका एवरेज निकालते हैं तो उसका मान गौशियन कर्वेचर डिटर्मिननेंट होगा जिसका मतलब है कि आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट लेना होगा यह कुछ इस तरह से आएगा और ट्रेस कुछ इस तरह 0086 आएगा यह मीन कर्वेचर है और इसी तरह से हम उस सवाल को हल कर सकते हैं तो अब हम रेंज इमेजेस के साथ एक अलग तरह की प्रोसेसिंग पर चर्चा करेंगे हम रेंज इमेज के एज की गणना करना चाहेंगे अब इंटेंसिटी इमेज और रेंज इमेज में फर्क यह है कि इंटेंसिटी इमेज में सारे एज में एक छोटी डिस्कंटीन्यूटी छोटा ब्राइटनेस मान का परिवर्तन एज पर होता है तुम मुझे यह कहना चाहिए है कि वह 0 क्रम की डिस्कंटीन्यूटी है जो कि एज पर हो रहा है और इन एज को हम स्थेप एज कहेंगे बहुत छोटी डिस्कंटीन्यूटी है जबकि रेंज इमेज में एक निरंतर फंक्शनल मान का परिवर्तन हो रहा है और उन एज का आपके पास एक डिफरेंटशियल परिवर्तन होगा और डिस्कंटीन्यूटी ज्यादा शार्प नहीं है और वह एक तरह का प्लेन प्लेनर के रूप में है फंक्शनल मैप में वह दो प्लेन के इंटरसेक्शन जैसा है जो की इमेज दे रहा है और डेप्थ को भी भिन्न कर रहा है अब उस तरह के एज को रूफ़ एजकहते हैं तो अगर मैं उन्हें चित्रित करना चाहूं तो देखिए यह एक छोटा परिवर्तन है जब मैं इन एज को भिन्न करता हूं यह स्थेप एज है जबकि अगर मैं इस परिवर्तन को मानता हूं जैसे कि यह एक मान है यह दो प्लेन है तो आप डेप्थ को देख सकते हैं हाइट को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह परिवर्तन निरंतर है और जिस स्ट्रक्चर में इस तरह के एज हो उसे हम रूफ़ एज कहते हैं तो इस चित्र में यह बोतल में दर्शाया गया है यह एक स्थेप एज का उदाहरण है यह परिवर्तन स्थेप एज का उदाहरण है जबकि यहां से लेकर यहां तक यह परिवर्तन रूफ़ एज का उदाहरण है तो रेंज इमेज में दोनों तरह के एज होते हैं इसलिए इन एज की व्याख्या देना जरूरी है क्योंकि यह थोड़े से अलग है और इनकी प्रोसेसिंग भी अलग होनी चाहिए तो हम इन दो मामलों का विश्लेषण करेंगे मैं इस विश्लेषण की गहराई में नहीं जाऊँगा पर मैं आपको इस विश्लेषण का हल प्रधान करुंगा जो आपको डेटा एनालिसिस का संक्षेप प्रदान करेगा जो आपको एज प्राप्त करने के लिए एक एल्गोरिथ्म का निर्माण करने में मदद करेगा तो मैं सिर्फ विशेषता का वर्णन करुंगा तो यह एक उदाहरण है जहां आप स्थेप एज देख सकते हैं तो यहां पर फंक्शन का मान एक शार्प जंप है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पहला फंक्शन जिसे यहां एक स्थेप एज के रूप में दर्शाया गया है और यह एज जंप दर्शा रहा है तो यह वह जंप है जिसे यहां दर्शाया गया है तो यह एक संबंधित जंप है जबकि रूफ़ एज के लिए कोई जंप नहीं है तो यहां पर एक एज है और एक मान का निरंतर ग्रेडेशन लीनियर रूप में एक निरंतर उतार है जब आप x के साथ बढ़ते हैं इस तरह की फंक्शनल परिभाषा 1 D फंक्शन का विश्लेषण होता है तो आप इन दो परिस्थिति को कुछ इस तरह से वर्णन कर सकते हैं माने की गौशियन मास्क का उपयोग कर आपने इस विशेष फंक्शन को स्मूद किया है और फिर आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं आप स्मूद सिग्नल का उच्च आर्डर के डेरिवेटिव भी ले सकते हैं जैसे फ़र्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी तो इनकी गणना करना संभव है क्योंकि यह एक तकनीक है या तरीका है जिससे ग्रेडियंट की गणना करने में उपयोग किया जाता है तो हम ग्रेडियंट की गणना स्मूद सिग्नल में करते हैं नॉइस को संभालने के लिए आपको सबसे पहले सिग्नल को स्मूद करना पड़ेगा उस मामले में नॉइस को कम करना होगा और फिर आप इस तरह के डेरिवेटिव्स या ऑपरेशन कर सकते हैं वरना अजीब परिवर्तन आपको ग्रेडियंट की गणना करने में बहुत इरर देंगे तो गौशियन मास्क होने के कुछ फायदे हैं क्योंकि आप गौशियन मास्क का उपयोग करके उसे स्मूद कर सकते हैं और फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं या आप गौशियन मास्क का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर आप कोनवोलूशन करते हैं ऑपरेशन का समाधान पाने के लिए तो इस तरह आपको सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेशन प्राप्त होता है तो इस विश्लेषण की विशेषता क्या है उन्होंने देखा है कि कर्वेचर के सेकंड और फ़र्स्ट डेरिवेटिव का रेशियो स्केल के पास अलग तरीके का बर्ताव करता है जिसका मतलब है कि जैसे आप स्मूथिंग फैक्टर सिगमा को भिन्न करते हैं गौशियन मास्क के स्केल में इनवेरियंस विशेषता होती है या उनमें कुछ दिलचस्प विशेषताएँ होती है जिसका विश्लेषण यहां दिखाया गया है तो इसका विश्लेषण यहां दिया गया है मुझे यह पेपर लगता है तो अगर आप इसकी गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको यह पेपर जरूर पढ़ना चाहिए मैं सिर्फ इसका रिजल्ट का वर्णन करुंगा यह मुझे एक बार फिर वर्णित करने दीजिए तो गौशियन स्मूथएंड फंक्शन पर कर्वेचर इस रूप में दिया जाता है यह एकल वेरिएबल के 1 D फंक्शन के कर्वेचर की आम परिभाषा है गौशियन स्मूथएंड पर कर्वेचर है आप देख सकते हैं कि यह सेकंड डेरिवेटिव और फ़र्स्ट डेरिवेटिव का रेशियो है यह एकल वेरिएबल के फंक्शन के कर्वेचर की गणना करने का एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है अब मैं आपको कर्वेचर के सेकंड और फ़र्स्ट डेरिवेटिव का रेश्यो लेना चाहूँगा z फंक्शन से ही इस रेश्यो की गणना करी जा सकती है क्योंकि वह खुद ही कर्वेचर के फोर्थ और थर्ड डेरिवेटिव का रेशियो है तो इस तरह से एक कर्वेचर वास्तविक फंक्शन से संबंधित है कर्वेचर का सेकंड डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल है तो कर्वेचर का सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन के फोर्थ डेरिवेटिव से प्रोपोर्शनल है और कर्वेचर का फ़र्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव से प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से फंक्शन से ही रेशियो की गणना की जा सकती है फंक्शन के फोर्थ डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव का रेश्यो लेकर और फिर स्केल सिगमा के पास स्मूद किया जाता है तो स्थेप एज का वर्णन यह है कि स्केल के पास उसका रेशियो समान रहता है जबकि रूफ़ एज के लिए यह स्केल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब एक रियल एज पॉइंट होता है तब हम इन विशेषताओं को देख सकते हैं हम कह सकते हैं कि एज पॉइंट वास्तविक है और हम स्पूरीअस एज पॉइंट को हटा सकते हैं जो आपको लगता है कि वह यह विशेषता का हक़दार नहीं है तो यह शोधकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण खोज है और उन्होंने इसका उपयोग करा है पर एज पॉइंट ढूंढने के लिए हमें कर्वेचर का उपयोग करना होगा स्थेप एज के लिए एक प्रिंसिपल कर्वेचर का जीरो क्रॉसिंग है जो आपको एक कैंडिडेट स्थेप एज पॉइंट देगा फिर आप स्केल के आसपास देखते हैं कि क्या वह पॉइंट मात्रा के रेशियो के इनवेरियंस की विशेषता का हक़दार है या नहीं मैंने उल्लेख किया है कि कर्वेचर के सेकंड डेरिवेटिव और फ़र्स्ट डेरिवेटिव का रेश्यो है तो उनको स्थिर रहना चाहिए तो यह बात है तो यह स्केल के पास स्थिर रहेगा जबकि रूफ़ एज के लिए कर्वेचर को लोकल मैक्सिमम से वर्णित किया जाता है और उसे प्रमुख प्रिंसिपल कर्वेचर के दिशा में होना चाहिए तो आपको यह देखना चाहिए की प्रमुख मैग्निट्यूड के मायने में है और यह स्केल के पास स्थिर रहता है और पहले यह स्केल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो मैंने इसे स्केल के साथ मल्टिप्लाई करा तो इसे स्थिर होना चाहिए तो इन अवलोकन को एक साथ इकट्ठा कर इन्हें एज डिटेक्शन के एल्गोरिथ्म का निर्माण करने में उपयोग किया जा सकता है तो एल्गोरिथ्म यह कहता है कि विभिन्न स्केल पर हम गौशियन स्मूद इमेज की गणना कर सकते हैं फिर हम गौशियन कर्वेचर के जीरो क्रॉसिंग और प्रमुख प्रिंसिपल कर्वेचर के एक्सट्रीमा की स्मूद इमेज के हर पॉइंट पर प्रिंसिपल डायरेक्शन और कर्वेचर की संबंधित प्रिंसिपल दिशा में गणना कर सकते हैं तो जीरो क्रॉसिंग आपको कैंडिडेट स्थेप एज पॉइंट देगा और एक्सट्रीमा आपको कैंडिडेट रूफ़ एज पॉइंट देगा और फिर आप अवलोकन का मॉडल स्केल के पास उपयोग कर संबंधित एज के लिए कैंडिडेट पॉइंट चुन सकते हैं तो यह अवलोकन आपको मल्टी स्केल एज ट्रैकिंग का एक तंत्र प्रदान करता है तो वह कहता है कि आपको इमेज के अलग अलग स्केल पर एज पिक्सल को ट्रैक करना होगा जिसका मतलब है कि वह इमेज जिसे गौशियन फंक्शन के अलग स्केल की मदद से स्मूथ किया गया है तो हम देख सकते हैं कि उच्च स्केल पर भी यह अपनी विशेषता धारण करता है जिसका मतलब है कि कर्वेचर का सेकंड डेरिवेटिव और पहला डेरिवेटिव का रेशियो स्थेप एज पॉइंट के लिए स्थिर रहता है या स्केल जो कि इस रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया है रूफ एज पॉइंट के लिए इस स्केल के पास स्थिर रहता है फिर हम उन पॉइंट को चून कर उन्हीं पॉइंट को रखते हैं पर वह पॉइंट अपना लोकेशन धारण करते हैं जो अच्छे स्केल पर दिया है क्योंकि शिफ्ट हुआ है स्मूथनिंग ऑपरेशंस की वजह से तो यह एक उदाहरण है जो कि समाधान है जिसे यहां दर्शाया गया है आप अलग तरीके से स्मूद किए गए इमेजेस के पॉइंट को यहां देख सकते हैं जिनके स्केल 20 स्केल 40 स्केल 60 स्केल 80 और जैसे जैसे आप हाइर स्केल के आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि एज पॉइंट फिट होते जा रहे हैं क्योंकि वह पॉइंट है जो अपनी इनवेरियंस विशेषता अब तक रखे हुए हैं और जब आप उन लोकेशन पर समाधान को मानते हैं तो आपको एज पॉइंट प्राप्त होते हैं जो कि इस ऑपरेशन से आपको मिलते हैं तो यह रेंज इमेज में एज डिटेक्शन के बारे में था अब मैं कुछ और ऑपरेशन लूँगा कुछ और प्रोसेसिंग रेंज इमेजेस के साथ लूँगा जो की रेंज इमेज का सेगमेंटेशन है रेंज इमेज का सेगमेंटेशन अलग एल्गोरिथ्म है पर मैं प्लेनर पैच के सेगमेंटेशन तक ही सीमित रहूँगा अगर मैं छोटे प्लेनर पैच को मानू और फिर उन्हें इंटीग्रेट करो तो मुझे उनमें से एक बड़ा सरफेस मिलता है यह एक तरह की दृष्टिकोण है और एक दृष्टिकोण यहां दिया गया है जो प्लेनर फेसेट मान रहा है तो आपको प्लेन का इक्वेशन उपयोग कर बहुत छोटे पैच को लोकल तरह से फिट करना है और फिर हर आसपास के पैच के बीच ग्राफ का नोड बनता है मैं इसका वर्णन कर सकता हूं आपने इन पैच को फिट किया है और यह आसपास के पैच है तो आप टोटल पैच को फिट करने का कॉस्ट को भी मानते हैं तो यह कॉस्टआपको प्लेन तक एवरेज डिस्टेंस देंगे जहां आप उन्हें अच्छे तरह से फिट कर सकते है तो अगर मैं इसे मर्ज करता हूं तो आपको कॉस्ट ऑफ फिटिंग प्राप्त होता है जो आपको एवरेज फिटिंग देगा तुम मुझे विवरण देने दीजिए कि कैसे एक प्लेन फिट होगा देखिए हम इसे मॉडल फिटिंग में पहले ही चर्चा कर चुके हैं मैं बस उस विशेष तकनीक को यहां उपयोग करुंगा तो प्लेन के इक्वेशन को यहां सवाल के रूप में दिया गया है यहां पर आपको पॉइंट का एक सेट दिया गया है मैं उन्हें N पॉइंट के रूप में मानता हूं और यह एक सेट है S xᵢ yᵢ zᵢ ᵢ₌₁₂N और आपका उद्देश्य प्लेन ढूंढना है उन्हें प्लेन के साथ फिट करना है जिसका मतलब है कि प्लेन को इक्वेशन के रूप में भी प्रतिनिधित्व करा जा सकता है जैसे कि zᵢ a₁x a₂y a₃t इस तरह से एक प्लेन को लिखा जाता है आपको यह इक्वेशन तो पता ही होगा axbyczd0 तो मैं बस उस इक्वेशन को इस रूप में प्रतिनिधित्व करुंगा जहां z x और y का एक फंक्शन है जो रेंज डेटा का सामान्य रूप है तो इसे मैं मैट्रिक्स रूप में कुछ इस तरह लिख सकता हूं और यह z के बराबर है मैं बहुत सारे पॉइंट्स को लिनियर इक्वेशंस के रूप में लिख सकता हूं जैसे कि XA Z तो आप का सवाल क्या है आपका उद्देश्य है a₁ a₂ a₃ की गणना करना जो प्लेन का इक्वेशन देगा जिसे आपको मिनिमाइज भी करना है तो चलिए हम Z मैट्रिक्स लेते हैं यह X है यह A है तो आपको इस नॉर्म Z AX को मिनिमाइज करना होगा आपको A की गणना करनी होंगी जो कि इस विशेष नॉर्म को मिनिमाइज करेगा यह लिस्ट स्क्वायर इरर एस्टीमेट है और हमें पता है कि हम इस लिस्ट स्क्वायर इरर एस्टीमेट के नोन होमोजेनियस मेथड का उपयोग कर हल कर सकते हैं और बहुत बार अवलोकन का उपयोग मैंने किया है मैं इसे XAZ लिखूंगा और फिर E तो XAZ यह इक्वेशन सूडो इन्वर्स और इरर को आप इस फॉर्म में A से बदल दे तो आपको संबंधित इरर मिल जाएगा तो इस तरह की गणना की जा सकती है और आप इन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई भी कर सकते हैं तो आपको इरर प्राप्त होगा तो यह इरर आर्क कॉस्ट है तो यह इरर या प्लेनर फिट दो नोड के बीच का आर्क कॉस्ट है तो हर ग्राफ में आपके पास नोड होता है आप 4 नोड कह सकते हो और उनके पास संबंधित एज होते हैं जिसका मतलब है कि आप उन्हें प्लेंस के साथ फिट कर रहे हो और आर्क कॉस्ट यह है तो इस तरह से आप एक ग्राफ का निर्माण करते हैं और हम इसे बाद में चर्चा करेंगे की वह जिसका मिनिमम कॉस्ट है उसे लिया जाए और उन नोड को फिट किया जाए और फिर आप ग्राफ को इस रूप में बदल सकते हैं और आप यह काम निरंतर करते रहते हैं तो बस इन ऑपरेशन का संक्षेप देता हूं तो हम क्या कर रहे हैं हम प्लेनर रीजन के स्पैर को मर्ज कर रहे हैं प्लेन के एवरेज डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए जिससे वो अच्छी तरह फिट हो फिर हम एक लालची तरीका वहां पर लगाते हैं हम सबसे अच्छा मिनिमम कॉस्ट आर्क को चूनेगे और नोड को मर्ज करेंगे और हम यह पुनरावृति करते हैं हम यह तब तक करते रहते हैं जब तक कोई पैच मास्क होने के लिए बचे नहीं क्योंकि थ्रेशहोल्ड इरर होता है जब इरर बहुत बड़ी हो तब हमें मर्ज नहीं करना चाहिए तो यह इमेज का एक उदाहरण है जिसकी रेंज डेटा उपलब्ध है और अगर मैं इन ऑपरेशंस को करता हूं तो आपको इस तरीके का प्लेनर फिट प्राप्त होगा इसे पेपर से लिया गया है जो कि प्रतिनिधित्व पहचानना और 3 D वस्तुओं को ढूंढने पर है यह फोगेरस और अल्बर्ट की तरफ से है जिसका प्रकाशन 1986 में हुआ तो रेंज इमेज को सेगमेंट करने की यह एक तकनीक है हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम अगले व्याख्यान में एक और तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे जो काफी तेज और फ़ायदेमंद है तो इसी के साथ में यहां रुकता हूं ध्यान देने के लिए धन्यवाद